इस पाठ में हम प्रतिस्थापन प्रमेय के एक अन्य प्रकार पर विचार करते हैं जहां हम करंट स्रोत के बजाय वोल्टेज स्रोत के साथ तत्व को प्रतिस्थापित करते हैं मुझे फिर से एक सर्किट पर विचार करने दें जिसमें एक तत्व E जुड़ा हुआ है इसके आर पार एक वोल्टता V है और इसके माध्यम से एक धारा I है अब मैं निम्नलिखित निर्माण करता हूं सबसे पहले मैं दो वोल्टेज स्रोतों के एक श्रृंखला संयोजन पर विचार करूंगा और विपरीत रूप से जुड़ा हुआ हूं देखें कि यदि आप ध्रुवों को देखते हैं तो इसका बाईं ओर धनात्मक चिह्न है यह दाईं ओर है और दोनों का मान V है अब यह एकल वोल्टेज स्रोत के बराबर है जिसका मान व्यक्तिगत मानों का योग है और अगर आप इसे ध्रुवता के साथ देखते हैं तो मेरे पास वी है और मेरे पास वही ध्रुवता है वी इस स्रोत के कारण तो पूरी बात 0 वोल्ट वोल्टेज स्रोत के बराबर है और शून्य वोल्ट वोल्टेज स्रोत शॉर्ट सर्किट या तार के अलावा और कुछ नहीं मैं इस सबसे फैंसी शॉर्ट सर्किट को बिना किसी विकल्प के इस सर्किट में चुने गए किसी भी तार में रख सकता हूं क्योंकि मैं वास्तव में कुछ भी नहीं बदल रहा हूं तो यह केवल इतना है कि इसे तार या शॉर्ट सर्किट के रूप में लेने के बजाय मैं इसे समान विपरीत मूल्यों के दो वोल्टेज के श्रृंखला संयोजन के रूप में ले रहा हूं यह बिल्कुल बराबर होगा कि मैं इस तार को एक फैंसी शॉर्ट सर्किट से बदल दूं यहां और वहां के बीच याद रखें यह एक तार के बराबर है तो यह पूरा सर्किट ठीक वैसा ही है जैसा हमारे पास पहले था जिसमें इस तत्व E में करंट I होता है और इसके पार वोल्टेज V होता है अब यह स्वयं V है और यह भी V अन्य ध्रुवता के साथ है तो इस प्रकार यह V है और इस प्रकार यह भी V है अब आइए इस नोड और उस नोड पर वोल्टेज पर विचार करें अब हम कोई भी संदर्भ ले सकते हैं जो हम चाहते हैं लेकिन केवल सादगी के लिए मैं इस नोड को संदर्भ के रूप में ही लेता हूं मैं और कुछ भी ले सकता था जो मैं चाहता था यह अब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता इस संदर्भ के संबंध में इस नोड पर वोल्टेज मैं दिखाऊंगा कि लाल रंग में यहां वोल्टेज वी है इस नोड पर संदर्भ के संबंध में यह वी है जो वोल्टेज है क्योंकि यहां से वहां तक आप वी की संभावित वृद्धि हैवहाँ से वहाँ तक आपके पास वी की संभावित गिरावट है इसलिए संदर्भ नोड के संबंध में यहां वोल्टेज वी वी की वृद्धि के बराबर है क्योंकि गिरावट 0 के बराबर है इसलिए गुलाबी रंग से हाइलाइट किए गए इन दो नोड्स में 0 है परिभाषा के संदर्भ शून्य वोल्टेज के रूप में और यह वही वोल्टेज है जो इस संदर्भ के रूप में है जो शून्य भी है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था और पहले भी इसका इस्तेमाल किया था अगर मेरे पास सर्किट में एक ही वोल्टेज के साथ दो नोड हैं तो मैं सर्किट में कुछ और बदले बिना दोनों को एक साथ जोड़ सकता हूं इसलिए मैं यह कर सकता हूं इसलिए मैं उन दोनों को एक साथ जोड़ता हूं अब मैं इस नए विन्यास को फिर से बनाता हूं मेरे पास बाकी सर्किट है मेरे पास पहला वोल्टेज स्रोत है जिसे मैं इस तरह से खींचना चुनूंगा क्योंकि मैंने इसे शॉर्ट सर्किट किया है अगर मैं इन्हें टर्मिनल 1 और 2 के रूप में नंबर देता हूं मैंने इस नोड को सर्किट के इस टर्मिनल दो नोड नंबर 2 पर शॉर्ट सर्किट किया तो मेरे पास यह 1 और 2 है और फिर इस बिंदु से मेरे पास मूल्य वी और तत्व ई का वोल्टेज स्रोत भी है अब यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि इसके माध्यम से वर्तमान शून्य है क्योंकि मुझे यह भी पता है कि मूल रूप से मेरे पास इस तत्व के माध्यम से बहने वाला वर्तमान था इस दिशा में और उस दिशा में भी वोल्टेज स्रोत V के माध्यम से अब यह कुछ नया नहीं है जो मैंने पाया यह ठीक वैसा ही है जैसा कि यहाँ था उस दिशा में मेरे पास एक धारा प्रवाहित हो रही थी फिर से खींचे गए सर्किट के साथ यह वोल्टेज स्रोत नीचे के नकारात्मक टर्मिनल के साथ खींचा जाता है और यह तत्व जैसा है वैसा ही खींचा जाता है तो मेरे पास उस तरह से एक करंट बह रहा है अब यदि आप इसे पूरा करते हैं तो यह धारा I उसी तरह प्रवाहित होती है और यदि आप इस विशेष तार में वह धारा पाते हैं कि मैं शून्य हो जाऊंगा क्योंकि यह मैं उसमें जाता हूं और उस तार में कुछ भी नहीं आता है अब सामान्य तौर पर यदि आपके पास ये दो पृथक सर्किट हैं तो ये केवल एक तार के माध्यम से जुड़े हुए हैं किरचॉफ कानून द्वारा वर्तमान शून्य होना चाहिए इसके बारे में सोचने का एक और तरीका है किरचॉफ करंट लॉ को इस पूरे बड़े ग्रीन सर्किट में लागू करें इस सर्किट में कोई अन्य तार नहीं जा रहे हैं और सभी करंट का योग शून्य होना चाहिए तो इस तार में करंट जो कि सर्किट में जाने वाला एकमात्र तार है शून्य होना चाहिए अब क्योंकि इसमें करंट शून्य है मैं इसे काट भी सकता हूं और अपने सर्किट से निकाल सकता हूं इसलिए मुझे याद होगा कि मैंने इस तरह सर्किट से जुड़े तत्व ई के साथ शुरुआत की थी और यह वही है क्योंकि श्रृंखला संयोजन वोल्टेज स्रोत हैं शॉर्ट सर्किट और यह वही है जैसा यह है उस सर्किट का बस फिर से तैयार किया गया संस्करण है और यह वैसा ही है तो इस विचार का कथन प्रतिस्थापन प्रमेय का दूसरा रूप है अगर मेरे पास एक तत्व E के साथ एक सर्किट है जिसमें उच्च वोल्टेज वी है तत्व E को मूल्य V के वोल्टेज स्रोत द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और यदि आप यह परिवर्तन करते हैं तो सर्किट में कोई शाखा वोल्टेज या करंट नहीं बदलेगा दूसरे शब्दों में सर्किट बिल्कुल नहीं बदला जाएगा यदि एक सर्किट में एक तत्व E के पार वोल्टेज V है तो तत्व E को मूल्य V के वोल्टेज स्रोत से बदला जा सकता है और निश्चित रूप से यह सर्किट में किसी भी वोल्टेज या करंट को बदलने के बिना है तो यह प्रतिस्थापन प्रमेय का एक और प्रकार है जहां आप करंट स्रोत के बजाय वोल्टेज स्रोत के साथ तत्व को प्रतिस्थापित करते हैं अब मैं एक और त्वरित उदाहरण दिखाता हूं मैं वही सर्किट लूंगा मैंने पहले के उदाहरण के साथ 5 वोल्ट के स्रोत पर 1 किलो और 4 किलो लिया है और हम जानते हैं कि इस तरह से 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है अब मैं इसे वोल्टेज स्रोत के साथ प्रतिस्थापित करना चुनता हूं अब 4 किलोΩ रेसिस्टर के आर पार वोल्टेज 4 वोल्ट है तो मैं क्या करूँगा वही सर्किट लें अन्य सभी घटकों को बरकरार रखें यह पांच वोल्ट है लेकिन यहां 4 किलो प्रतिरोधों के बजाय मैं 4 वोल्ट स्रोत जोड़ता हूं अब हमें यह सत्यापित करना होगा कि सर्किट में धाराओं और वोल्टेज में बदलाव आया है या नहीं स्पष्ट रूप से आप देखते हैं कि रोकनेवाला के पार हमारे पास 1 वोल्ट की बूंद है जो कि 5 वोल्ट 4 वोल्ट है तो इसके माध्यम से धारा 1 मिलीएम्प है तो पहले की तरह इस लूप के माध्यम से दक्षिणावर्त दिशा में 1 मिलीएम्प करंट प्रवाहित हो रहा है अब इस पार वोल्टेज स्पष्ट रूप से 4 वोल्ट है और यहां यह 5 वोल्ट है तो तत्व से तत्व की तुलना और इस वोल्टेज स्रोत की तुलना इस प्रतिरोधी से करने पर हम देखते हैं कि सर्किट में कोई शाखा वोल्टेज या करंट नहीं बदला है वर्तमान स्रोत वाले अन्य संस्करण की तरह यह प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए उपयोगी है और कभी कभी वास्तविक सर्किट सिंथेटिक्स में कुछ शर्तों के तहत यदि वोल्टेज स्रोत को एक रोकनेवाला द्वारा भी बदला जा सकता है